तो पिछले व्याख्यान में आपने एक आयाम श्रोडिंगर समीकरण के संख्यात्मक समाधान के बारे में सीखा था और यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का श्रोडिंगर समीकरण था जहां हमने कहा था कि क्षमता कुछ उचित छोटी दूरी एल पर जाती है ताकि दो किनारों पर तरंग कार्य जिसे मैं एक्स 0 और एक्स एल के रूप में दर्शाता हूं वे दोनों 0 हैं तो यह x0 और xL है विभवांतर के बीच में तरंग फलन कुछ भी हो सकता है लेकिन यह दोनों सिरों पर 0 पर जाता है हमने दो तरीके सीखे थे एक था फॉर्म एक्स 0 को 00 के साथ एकीकृत करना शुरू करना और कुछ गैर शून्य मान x एल तक सभी तरह से एकीकृत होते हैं और उन 's को चुनते हैं जैसे L0 और यह एक ईजेनफंक्शन है दूसरी विधि जिसके बारे में हमने बात की थी मुझे इस चित्र को फिर से बनाने दें x0 xL L0 00 दूसरी विधि समीकरण को एकीकृत करना शुरू कर रही थी और जब मैं एकीकरण कहता हूं तो मेरा मतलब है कि मैं x 0 से बीच में कुछ बिंदु x0 तक संख्यात्मक एकीकरण कर रहा हूं तो कहीं न कहीं मैं एक बिंदु x0 को अच्छी तरह से चुनता हूं तो 0x0एल नंबर 1 नंबर 2 समीकरण को xL से नीचे तक एकीकृत करता है मेरा मतलब है कि आप बाईं ओर जा रहे हैं x0 और तीसरा चरण LL और RR से मेल खाता था जबकि बाएं या दाएं मेरा मतलब है कि इस समाधान ने मुझे L दिया इसने मुझे R दिया और फिर मैं इसका मिलान करता हूं जब दो लॉगरिदमिक डेरिवेटिव मेल खाते हैं तो हमें ईजेनफंक्शन मिल गया है तो हमने पिछले व्याख्यान में यही किया था इस व्याख्यान में आप जो करना चाहते हैं वह एक सामान्य मामले में जाना है जहां क्षमता x 0 और x L पर नहीं जाती है इसलिए जिस मामले पर हम अभी विचार कर रहे हैं वह एक सामान्य क्षमता है और यदि आप इसे केवल आपको एक विचार देने के लिए बनाते हैं तो यह x है और मैं उदाहरण के लिए V की साजिश रच रहा हूं यह कुछ संभावित हो सकता है जैसे कि अधिक नियमित क्षमता हो सकती है उदाहरण के लिए दो पक्षों पर रैखिक रूप से बढ़ने वाला एक संभावित V यह x है एक और उदाहरण जो आप पहले ही देख चुके हैं और हमने इसे विश्लेषणात्मक रूप से हल कर लिया है और यह हमारी संख्यात्मक तकनीकों की जांच करने के लिए एक अच्छा केस स्टडी साबित हुआ है हार्मोनिक ऑसीलेटर क्षमता 12kx2 है इन सभी मामलों में जो होने जा रहा है वह यह है कि तरंग फ़ंक्शन उस मूल के पास केंद्रित होने वाला है जहां क्षमता सबसे गहरी है और 0 पर जाएं क्योंकि आप x अक्ष के साथ बहुत दूर तक पहुंचते हैं तो इन मामलों में जो हो रहा है वह है x→±∞→0 दूसरे शब्दों में संख्यात्मक उद्देश्यों के लिए हम कह सकते हैं कि चूंकि x एक बड़े मूल्य पर जाता है क्योंकि संख्यात्मक रूप से मैं वास्तव में अनंत तक नहीं जा सकता मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से रखूंगा क्योंकि एल बड़ा हो जाता है जो एल है एल जिसे हमने पिछले व्याख्यान ψ→0 में माना था अगली स्लाइड में मैं इसे सचित्र रूप से दिखाता हूं तो हम जिस पर विचार कर रहे हैं मान लीजिए कि तरंग फ़ंक्शन 0 दूर है वहां एक संभावित क्षमता है तो हम इन दो बिंदुओं पर ψ0 और ψ0 कहते हैं और फिर यह बीच में कुछ करता है संक्षेप में मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैं यहां अनंत बाधा डाल रहा हूं और मुझे जो कुछ भी सावधान रहना है उसके बीच संभावित जो कुछ भी करता है वह यह है कि एल हम कहते हैं एल यह एल है एल काफी बड़ा है तो यह वास्तव में छोटा हो गया है और वह वास्तव में छोटा क्या है जो आपको 10 6 10 7 या इसी तरह के क्रम के बारे में तय करना है यदि आप L को छोटा करते हैं और मान लें कि आपके संख्यात्मक उत्तर में आपने संख्यात्मक उत्तर प्राप्त कर लिया है तो आपने L को छोटा कर दिया है अनिश्चितता के सिद्धांत से मुझे पता है कि अगर मैं एल को छोटा कर दूं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ऊर्जा आइगन वैल्यू प्राप्त करने के साथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए जब आप अपने कार्यक्रम के साथ खेलने के लिए अपना एकीकरण करते हैं तो एल को छोटा बनाते हैं और फिर इसे बढ़ाना शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि ऊर्जा प्रतिजन मूल्य नीचे आ रहा है यह छोटा होता जा रहा है तो अब इस परिचय के साथ श्रोडिंगर समीकरण को एकीकृत करना काफी आसान हो जाता है मैं जो करने जा रहा हूं वह इस मायने में है कि मैंने जो किया है वह मैंने एक बड़ा L एक बड़ा L लिया है इसलिए मैंने एक विशाल अनंत बॉक्स लिया है और यहां के बीच में क्षमता है चाहे कोई भी क्षमता हो और बीच में कहीं मेरा x0 है इसलिए जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में किया था मैं इससे एकीकृत करना शुरू कर सकता हूं अपने श्रोडिंगर समीकरण को एकीकृत कर सकता हूं और सुनिश्चित कर सकता हूं कि तरंग फ़ंक्शन 0 से दूसरे तक जाता है या विधि दो मैं इस से एकीकृत करना शुरू कर सकता हूं मैं इस से एकीकृत करना शुरू कर सकता हूं और सुनिश्चित कर सकता हूं कि बीच में कहीं निरंतर है अब हम अपने सिस्टम को एक विशाल बॉक्स में संलग्न करने जा रहे हैं यह x 0 है और मेरे पास दो तरीके हैं जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहां से L0से शुरू करके एकीकृत करना शुरू कर सकता हूं और ψ तक नीचे आ सकता हूं जब 0 पर जा रहा हो वे दोनों 0 हो जाते हैं आपने अपना आइगन फंक्शन पाया है दूसरी चीज जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि इसे एकीकृत करना शुरू करें एल एल यहां से एकीकृत करना शुरू करें और कहीं बीच में दाएं हाथ की ओर से एकीकृत करना शुरू करें और कहीं मध्य मैच में जब निरंतर है हमने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पाया है तो सामान्य क्षमता के लिए इस एक आयाम ी श्रोडिंगर समीकरण में यह काफी हद तक हल है अब कुछ निश्चित बिंदु हैं और यही मैं जोर देना चाहता हूं इसलिए अगर मैं विधि एक से जाता हूं जो मैंने कहा है कि x L ψ0 से शुरू होता है और xL और L0 तक सभी तरह से जाता है तो आप इसे पाएंगे और अब मुझे इसे चित्रात्मक रूप से दिखाने दें ऐसा होता है कि वेव फंक्शन 0 से शुरू होगा जो कुछ भी करना चाहिए वह नीचे आ जाएगा तो जैसे कि यह 0 पर जा रहा है और फिर यह उड़ना शुरू कर देगा यह इसे नीचे आ सकता है और फिर ऐसा कर सकता है तो क्या होता है जब आप 0 पर जाने के बजाय बड़े x एक तरंग फ़ंक्शन पर जाते हैं यहां तक कि सही आइगन वैल्यू के लिए भी यह उड़ने लगता है और इसके लिए एक कारण है कारण यह है कि श्रोडिंगर समीकरण 22mVψEψ से आप पाते हैं कि x x→∞ के रूप में eαx या e αx के रूप में जाता है जब हम समस्या को हाथ से हल करते हैं तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम इस समाधान e αx को चुनते हैं जो एक क्षयकारी समाधान है जब मैं इसे संख्यात्मक रूप से हल करता हूं तो हमेशा कुछ त्रुटियां होती हैं और इसलिए दूसरा समाधान भी तस्वीर में आने लगता है और जैसे जैसे आप बड़े और बड़े x पर जाते हैं यह वास्तविक हल पर हावी होने लगता है जिसे 0 पर जाना चाहिए और इसलिए आपको यह मिलता है इससे बचने के लिए हम हमेशा दूसरी विधि का उपयोग करना पसंद करते हैं तो विधि दो जो यह थी कि आप x L से एकीकृत करना शुरू करते हैं आप xL से वापस आना शुरू करते हैं और फिर कुछ उपयुक्त रूप से चुने गए बिंदु x 0 को जोड़ते हैं इसे 0 होने की आवश्यकता नहीं है यह आपके द्वारा चलाए जाने वाले उपसर्ग बिंदु की आवश्यकता नहीं है चारों ओर देखें और देखें कि कौन सा सबसे उपयुक्त बिंदु है और आप मेल खाते हैं मैंने क्यों कहा कि यह सबसे उपयुक्त बिंदु है वह जगह है जहां ψ→0 एक जगह चुनने के लिए एक अच्छा बिंदु नहीं होगा जहां बहुत छोटा हो जाता है यह चुनने के लिए एक अच्छा बिंदु नहीं होगा सीमा की स्थिति से मेल खाने के लिए तो अब आप एक उपयुक्त बिंदु चुनें जिसके लिए आपको अभ्यास करना है और फिर आप मिलान करते हैं और फिर आपको अपना उत्तर मिलता है तो मैं आपसे क्या करने का आग्रह करूंगा और बाकी विधि पिछले व्याख्यान की तरह ही है जो विधि एक और विधि दो दोनों का उपयोग करके आपके प्रोग्राम के साथ खेलते हैं और देखें कि आपको क्या मिलता है आप बेहतर प्रोग्रामर बेहतर श्रोडिंगर समीकरण सॉल्वर का अभ्यास करते हैं बनना और आप हमेशा पाएंगे कि विधि दो आपको एक उत्तर देती है जहां आपके पास समाधान की ये समस्याएं नहीं हैं अब आप हमेशा समरूपता का उपयोग कर सकते हैं समस्याओं को संख्यात्मक रूप से हल करते समय आप समस्या की समरूपता का उपयोग करके प्रयास को कम कर सकते हैं तो किसी चीज की क्षमता को स्थानांतरित करके मान लीजिए कि मैं अपने संभावित सममित को x 0 के बारे में बना सकता हूं यदि यह सममित नहीं है तो देखें कि क्या आप इसे 0 की ओर स्थानांतरित करते हैं और इसे सममित बनाते हैं तो मुझे पता है कि समाधान या तो सममित है या यह सममित विरोधी है तो मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं कि x L से समीकरण को एकीकृत करना शुरू करें और जांचें कि क्या संख्या 1 0 x 0 पर है और x 0 पर शून्य नहीं है यदि ऐसा है तो आपने अपना पाया है आइगन फंक्शन और यह सममित आइगन फंक्शन होगा आप एक्स एल से एक्स 0 तक एकीकरण शुरू कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि ≠0 x 0 पर और ψ 0 x 0 पर है तो आपको एंटी सममित तरंग फ़ंक्शन मिल गया है यह एक एंटी सममित तरंग फ़ंक्शन है इसलिए उस स्थिति में जहां क्षमता सममित है आप केवल आधे रास्ते को एकीकृत करने के लिए तरंग फ़ंक्शन की इस समरूपता का उपयोग कर सकते हैं और फिर अपना तरंग फ़ंक्शन उठा सकते हैं और फिर दूसरा पक्ष बिल्कुल सममित या विरोधी सममित है जो भी आप के संबंध में मिल गया है तो अब से मैं आपसे क्या करने के लिए आग्रह करूंगा कि बहुत सारी समस्याएं उठाएं अपने प्रोग्राम लिखें जिन्हें आप अपने सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं आप जानते हैं कि अंतर समीकरण इंटीग्रेटर फॉर्म जो कुछ भी नेट पर उपलब्ध है लेकिन बाकी आपको करना होगा करते हैं और आपको बहुत अभ्यास करना होता है जो आपको केवल एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनाता है तो इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए एक सामान्य 1 डी श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के लिए संख्यात्मक रूप से सिस्टम को बड़े अनंत संभावित बॉक्स में रखें और इससे अब आप समझ गए हैं कि मैं बॉक्स में जा रहा हूं जो कि विशाल है L और L L→∞ और सिस्टम यहाँ कहीं है इसलिए जब आप इस बॉक्स की सीमा तक पहुँचते हैं और फिर समस्या को हल करते हैं तो तरंग फ़ंक्शन प्रभावी रूप से बहुत छोटा होता जा रहा है जैसा कि पिछले व्याख्यान में किया गया था और तीसरा यह महत्वपूर्ण है यदि क्षमता x 0 के बारे में सममित है तो कोई समस्या को हल करने के प्रयास को कम कर सकता है एक्स 0 पर सीमा की स्थिति का उपयोग करके मुझे इस तथ्य का उपयोग करके लिखना चाहिए कि या तो ψ0 ψ'≠0 या ψ≠0ψ'0 x0 पर यह एक सामान्य क्षमता के लिए एक आयाम में श्रोडिंगर समीकरण के संख्यात्मक समाधान पर व्याख्यान का समापन करता है